अब तक हम रेडिएशन के अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा करते रहे हैं तो अब हम आज के लैक्चर में जा रहे हैं अगले तीन या चार लैक्चरो के लिए हम विभिन्न सतहों के बीच रेडिएशन एक्सचेंज को देखने जा रहे हैं तो रेडिएशन एक्सचेंज कई कारकों पर निर्भर करेगा तो पहला स्पष्ट रूप से है वस्तुओं के ओरिएंटेशन के आधार पर ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन के आधार पर रेडिएशन एक्सचेंज भिन्न होने वाला है उदाहरण के लिए आपके पास एक वस्तु हो सकती है जो एक दूसरे के लंबवत सामना कर रही है या आपके पास ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं जो एक दूसरे के समानांतर का सामना कर रही हैं इसलिए एक दूसरे के बीच ओरिएंटेशन के आधार पर रेडिएशन एक्सचेंज अलग होने वाला है और यह निश्चित रूप से उस सामग्री की ज्यामिति का एक कार्य होने जा रहा है जो डिएशन का आदान प्रदान कर रही है और यह इन सतही गुणों का एक कार्य होने जा रहा है उदाहरण के लिए उत्सर्जन एब्ज़ोर्बटिविटी वगैरह और यह तापमान का एक कार्य होने जा रहा है तो ये चार प्राथमिक कारक हैं जिन पर रेडिएशन एक्सचेंज निर्भर करेगा और आज के लैक्चर सहित अगले कुछ लैक्चरो में हम जो देखने जा रहे हैं वह यह है कि दो सतहों के बीच रेडिएशन एक्सचेंज को कैसे चिह्नित किया जाए और वास्तव में एक सतह द्वारा प्राप्त होने वाला नेट रेडिएशन अनिवार्य रूप से आदान प्रदान के बाद की शुद्ध राशि है दो वस्तुओं तो वहाँ होना चाहिए क्योंकि एक वस्तु रेडिएशन का उत्सर्जन करती है अवशोषित या परावर्तित या संचरित होती है अगर यह दूसरी वस्तु द्वारा अपारदर्शी वस्तु नहीं है और दूसरी वस्तु उत्सर्जित होने वाली है और परावर्तित रेडिएशन भी स्रोत वस्तु को प्राप्त होने वाला है इसलिए उनके बीच रेडिएशन का निरंतर आदान प्रदान होता है इसलिए इसलिए रेडिएशन एक्सचेंज को चिह्नित करने के लिए हम इसके बीच अंतर नहीं कर सकते हैं इसलिए जो भी शुद्ध रेडिएशन सरफेस को छोड़ता है वह अनिवार्य रूप से जो उत्सर्जित होता है और जो परावर्तित होता है उसका योग होता है तो हम जिस प्रतीक का उपयोग करेंगे उसे J कहा जाता है जो कि रेडियोसिटी के लिए खड़ा है और यह उत्सर्जन प्लस परावर्तन के अलावा और कुछ नहीं है उत्सर्जन प्लस परावर्तन जिसे रेडियोसिटी कहा जाता है और कोई निश्चित रूप से स्पैक्टरल हेमिस्फेरिकल कुल वगैरह दाह दाह दाह को परिभाषित कर सकता है सभी गोर इंटीग्रल जिन्हें आप रेडियोसिटी के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं इसलिए इसलिए रेडिएशन एक्सचेंज को चिह्नित करने के लिए हम इसके बीच अंतर नहीं कर सकते हैं इसलिए जो भी शुद्ध रेडिएशन सतह को छोड़ता है वह अनिवार्य रूप से जो उत्सर्जित होता है और जो परावर्तित होता है उसका योग होता है तो हम जिस प्रतीक का उपयोग करेंगे उसे J कहा जाता है जो कि रेडियोसिटी के लिए खड़ा है और यह उत्सर्जन प्लस परावर्तन के अलावा और कुछ नहीं है उत्सर्जन प्लस परावर्तन जिसे रेडियोसिटी कहा जाता है और कोई निश्चित रूप से स्पैक्टरल हेमिस्फेरिकल मकुल वगैरह दाह दाह दाह को परिभाषित कर सकता है सभी गोर इंटीग्रल जिन्हें आप रेडियोसिटी के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं तो मान लीजिए कि मेरे पास एक बिंदु सतह है और अगर इस सतह का क्षेत्रफल dA1 है तो यह एक अंतर सतह है और मान लें कि मेरे पास यहां एक और सतह है और अंतर क्षेत्र हम कहते हैं dAi और dAj dAi और dAj तो यदि वह रेखा है जो डिफरेंशियल एलिमेन्ट्स के मध्य बिंदु को जोड़ती है और यदि दूरी R है तो दृश्य कारक कुछ भी नहीं है लेकिन कुल उत्सर्जन जो इस सतह से निकलता है i और उसका कितना अंश प्राप्त होता है सतह जे अब यह ज्योमेट्रि है जो वास्तव में डिफाइन करती है कि रिफरेक्शन क्या होगा इसका कारण यह है कि इस सतह की सभी दिशाओं में आने वाले सभी रेडिएशन इस वस्तु द्वारा इंटरसेप्टेड नहीं होते हैं इसलिए यह केवल एक अंश है जिसे इंटरसेप्ट किया गया है और इसलिए यह इस सतह से निकलने वाले सभी रेडिएशन को केवल एक अंश नहीं ले सकता है और इसे ही व्यू फैक्टर के रूप में डिफाइन किया गया है तो मान लीजिए कि यदि यह कोण थीटा i है और यह कोण थीटा j है तो वह डिएशन क्या है जो सतह i द्वारा उत्सर्जित होता है और सतह j द्वारा प्राप्त होता है वह रेडिएशन क्या है जो सतह i द्वारा उत्सर्जित होता है और सतह j द्वारा प्राप्त होता है हम इसे कैसे ढूंढते हैं तो पहली बात यह है कि आपको रेडिएशन की तीव्रता की परिभाषा याद रखनी चाहिए जिस पर हमने रेडिएशन की शुरुआत में चर्चा की थी इसलिए यह माना जाता है कि अगर मैं रेडिएशन की तीव्रता है जो इस सतह से निकलती है और वह है मैं उत्सर्जन प्लस प्रतिबिंब अधिकार इसलिए ध्यान दें कि जब हमें डिएशन एक्सचेंज से निपटना होता है तो हमें परावर्तन और उत्सर्जन दोनों को एक साथ देखने की आवश्यकता होती है जिसे कॉस थीटा से गुणा किया जाता है इसलिए यदि रेडिएशन तीव्रता वेक्टर बाहरी लंबवत दिशा में इंगित कर रहा है तो I टाइम्स कॉस थीटा दूसरी वस्तु की दिशा में तीव्रता होगी और डीएआई से गुणा करने पर आपको दर मिल जाएगी ध्यान दें कि यह फ्लक्स को dAi से गुणा करने पर आपको वह दर मिलेगी जिस पर रेडिएशन इस सतह से उस दिशा में निकल रहा है जिस दिशा में यह दूसरी सतह की ओर इशारा कर रहा है इसी सॉलिड एंगल से गुणा किया गया है कॉरसपॉंडिंग सॉलिड एंगल से गुणा करने पर आपको यह पता चलेगा कि इस सतह द्वारा इंटरसेप्टेड रेडिएशन की मात्रा कितनी है तो हमें उस बिंदु वस्तु पर इस सतह द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल को खोजने की आवश्यकता है और उस सॉलिड एंगल को उस दर से गुणा किया जाता है जिस पर रेडिएशन उस सतह को छोड़ रहा है आपको बताएगा कि इस सतह द्वारा उत्सर्जित अंतर रेडिएशन क्या है और यह दूसरी सतह द्वारा ठीक से प्राप्त किया जाता है डोमेगा जी क्या है डिफरेंशियल सॉलिड एंगल क्या है सॉलिड एंगल की परिभाषा क्या है तो ध्यान दें कि dAj सामान्य दिशा में इंगित कर रहा है dAj सही में सही है तो वह क्षेत्र जो उत्सर्जक सतह की ओर इशारा कर रहा है dAj in cos thetaj दायीं ओर है तो सॉलिड एंगल dAj cos thetaj को R वर्ग से विभाजित किया जाता है इसलिए यह डिफरेंशियल रेडिएशन है जो एक सतह i द्वारा उत्सर्जित होता है और सतह j द्वारा प्राप्त होता है तो इसलिए dqj dqij is i plus r cos theta i cos thetaj in dAI dAj को R वर्ग से विभाजित किया गया अब यदि आप दूसरी सतह द्वारा प्राप्त और पहली सतह द्वारा उत्सर्जित कुल रेडिएशन को खोजना चाहते हैं तो हमें बस इस qij Aj को एकीकृत करना होगा हम इस डिफरेंशियल एलिमेंट को दोनों सतहों के क्षेत्र में एकीकृत करते हैं जो सभी को साफ़ कर देता है ठीक है अब स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल रेडियोसिटी राइट स्पेक्ट्रल हेमिस्फेरिकल रेडियोसिटी इस तरह से दिया जाता है कि मैं इस जे का उपयोग करता हूं इसलिए मान लीजिए कि तीव्रता को फैलाना था तो यह एक फैलाना उत्सर्जक है यदि सतह एक फैलाना उत्सर्जक है तो जब मैं यहां उत्सर्जक कहता हूं तो मेरा मतलब है कि यह सतह से उत्सर्जन और रिफलेक्शन उत्सर्जन और रिफलेक्शन दोनों के संबंध में फैला हुआ है तो जे होगा जे कैसे हैं और मैं इसे कैसे संबंधित करता हूं यह फैलाना है यह पाई में आई एप्सिलॉन प्लस आर है तो यहाँ से हम एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो आपको qij मिलेगा तो ध्यान दें कि यह विसरित है जिसका अर्थ है कि यह एंग्युलर फंक्शन का कार्य नहीं है और इसलिए यह जी इंटीग्रल एआई इंटीग्रल ए जे गुणा कॉस थीटा आई कॉस थीटा जेडएआई डीएजे को पाई आर स्क्वायर से डिवाइड किया जाएगा सतह से कुल उत्सर्जन क्या है I सतह i से कुल उत्सर्जन कितना है ऐसा इसलिए है कि यह विसरित है j इसका एक फैलाना उत्सर्जक है तो यह बस होगा यह क्या होगा कुल उत्सर्जन क्या होगा यह फैलाना है अतः यह सभी दिशाओं में स्थिर है तो यह कुछ भी नहीं होगा लेकिन जी उत्सर्जन का प्रवाह है और रिफलेक्शन सतह के दाईं ओर से गुणा किया जाता है जिससे आपको सतह से उत्सर्जन की कुल दर i मिलेगी इसके साथ अब हम व्यू फैक्टर को जी इंटीग्रल एजे कॉस थीटा आई थीटा जे पाई आर स्क्वायर डीएआई डीएजे को ऐ जी द्वारा डिवाइड के रूप में डिफाइन कर सकते हैं तो ध्यान दें कि यह तभी मान्य है जब यह एक फैलाना उत्सर्जक हो अन्यथा यह j इंटीग्रल के अंदर चला जाएगा और आपको पूरे क्षेत्र को इंटीग्रेट करना होगा तो ध्यान दें कि यदि यह फैलाना है तो क्षेत्र इस तरह से निकलता है अन्यथा आपको पूरे क्षेत्र को सही तरीके से एकीकृत करना होगा क्योंकि उत्सर्जन प्लस रिफलेक्शन की अंतर राशि स्थिति पर निर्भर नहीं होगी तो अब मैं जे को रद्द कर सकता हूं तो यह फिज होगा इसलिए यह एआई इंटीग्रल एआई एजे कॉस थीटा से 1 होगा जिसे मैं पीआई आर वर्ग डीएजे से डिवाइड करता हूं तो यह दृश्य कारक के लिए सामान्य सूत्र है यदि उत्सर्जक सतह डिफयूस्ड है बहुत जरुरी है यह तभी मान्य होता है जब सतह एक डिफ्यूज उत्सर्जक हो डिफ्यूज एमिटर वह जगह है जहां उत्सर्जन अब एंग्युलर पोज़िशन से स्वतंत्र है फजी क्या होगा Fji क्या होगा तो यह उत्सर्जन के लिए व्यू फैक्टर है जो सतह पर जा रहा है शायद मैं यहां कार्टून डालूंगा तो यहाँ सतह j है और यहाँ सतह i है तो फिज आपको बताता है कि उत्सर्जन के लिए दृश्य कारक क्या है जो सतह से बाहर आ रहा है और सतह जे द्वारा प्राप्त किया जाता है Fji सतह j से निकलने वाला उत्सर्जन है और वह अंश जो सतह i द्वारा प्राप्त होता है ठीक है तो इस एक्सप्रेशन के आधार पर क्या होगा यह 1 होगा Aj इंटीग्रल ऐ अज कोस थीटा आई कॉस थीटा जे पीआई आर स्क्वेर डीएआई डीएजे एक बार फिर यह मान लिया गया कि यह एक डिफ्यूज एमिटर है तो इससे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ऐ फिज अज फजी के बराबर होगा क्योंकि यह ज्योमेट्रि जो अन्य ज्योमेट्रि को देख रही है और यह अनिवार्य रूप से सॉलिड एंगल के बीच का संबंध है जो आपने अनिवार्य रूप से जोड़ा है वह सॉलिड एंगल है जो इस वस्तु द्वारा j पर घटाया जाता है और सॉलिड एंगल जिसे j द्वारा i पर घटाया जाता है तो हमने अभी इसका ध्यान रखा है और इस संबंध को रेसिप्रोसिटी रिलेशनशिप कहा जाता है इसलिए इन रिश्तों को खोजना बहुत जरूरी है हम कुछ ही समय में कुछ अन्य रिश्तों को खोजने जा रहे हैं तो पहला अभ्यास जब भी आपको रेडिएशन समस्या हल करने के लिए मिलती है तो पहला अभ्यास दृश्य कारक ढूंढना होता है यह पहला कदम है जब आप किसी भी सतह के बीच रेडिएशन एक्सचेंज की गणना करना चाहते हैं तो इस तरह के कंसरवेशन रिलेशनशिप आपको बिना किसी प्रयास के विभिन्न दृष्टिकोण कारकों को खोजने में मदद करते हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक व्यू फैक्टर जानते हैं तो दूसरा मुफ्त में आता है इसलिए जब तक आप उस क्षेत्र को जानते हैं तब तक आपको अन्य दृश्य कारक खोजने में सक्षम होना चाहिए तो इस तरह के कंसरवेशन रिलेशनशिप आपको गैरी एलज़ेब्रा किए बिना यथासंभव अधिक से अधिक देखने के कारकों को खोजने में मदद करते हैं इसलिए यदि आप यह जानते हैं तो आपको एक्सप्रेशन को फिर से ठीक करने की आवश्यकता नहीं है मान लीजिए मेरे पास एन सतह हैं मान लीजिए कि मेरे पास एन सतहें एक घेरे में हैं और यह रेडिएशन का आदान प्रदान कर रही है तो हमने कहा है कि वे टी 1 टी 2 इत्यादि पर टीएन तक बनाए गए हैं एन सतहें हैं और इनमें से प्रत्येक में सामान्य रूप से ए 1 ए 2 एआई और एएन का सतह क्षेत्र है इसलिए यदि मैं F11 की गणना करना चाहता हूं तो यहां से हम आसानी से पढ़ सकते हैं F11 क्या है तो मान लीजिए कि यह एक प्लेन सरफेस है तो F11 क्या है तो जो भी उत्सर्जन वास्तव में इस सतह से निकल रहा है जो कि प्लेनर है इसलिए मैंने कहा कि यह एक प्लेन सरफेस है इसलिए इस प्लेनर सरफेस से जो भी उत्सर्जन निकलता है वह ओरिएंटेशन राइट के कारण अपने आप इंटरसेप्ट नहीं होने वाला है तो F11 वास्तव में 0 है या सामान्य तौर पर कोई कह सकता है कि कॉन्वेक्स सरफेस सभी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए सभी कॉन्वेक्स सरफेस के लिए स्वयं का दृश्य कारक 0 है इसलिए यदि मैं वह टैग है जो मैं सतह को देता हूं तो दृश्य कारक स्वयं के लिए 0 है और यदि यह एक कॉनकेव सरफेस है तो Fii 0 के बराबर नहीं है तो यह एक महत्वपूर्ण अवलोकन है F11 F13 F1N के F योग के बारे में क्या इन सभी व्यू फैक्टर का योग क्या होगा यह 1 सही होगा क्योंकि परिभाषा के अनुसार व्यू फैक्टर रेडिएशन का वह अंश है जो उस सतह से एक सतह से और दूसरी सतह द्वारा प्राप्त होता है तो यह 1 प्लस के बराबर होना चाहिए यदि यह एक बंद इनक्लोसर नोट है कि यह केवल एक बंद इनक्लोसर के लिए मान्य है यदि यह एक बंद इनक्लोसर नहीं है तो आपको यह पहचानना होगा या यह समझना होगा कि सही दृश्य कारक योग क्या होना चाहिए जिसका आपको उपयोग करना है हम कुछ उदाहरण समस्याओं को देखेंगे जहां आपको एक और अधिक स्पष्ट तस्वीर मिलेगी कि जब आपके पास एक खुला इनक्लोज़र है तो आपको क्या करना चाहिए तो यह अनिवार्य रूप से F1i है मैं 1 से N तक जा रहा हूं जो कि 1 के बराबर है तो यह नियम सभी सतहों के लिए मान्य है तो सामान्य तौर पर मैं इसे Fki के रूप में लिख सकता हूं 1 से N तक जाने वाले सभी k के लिए इसलिए इस नियम को एक योग नियम कहा जाता है इसे योग नियम कहा जाता है इसलिए यदि आप N माइनस 1 व्यू फ़ैक्टर जानते हैं तो Nth एक मुफ्त में आता है बस इस योग नियम का उपयोग करके